एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी और एक्स रे क्रिस्टलोग्राफी या एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी सही का उपयोग करके गोलाकार प्रोटीन के संरचनात्मक कार्य को समझने के लिए कई नोबेल पुरस्कार विजेता हैं तो सभी संरचनाएं जो एक्स रे या एनएमआर या एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा हल की जाती हैं उन्हें डेटाबेस में जमा किया जाता है जो डेटाबेस का नाम है छात्र प्रोटीन डाटा बैंक क्या प्रोटीन डाटा बैंक सही है प्रोटीन डाटा बैंक को स्ट्रक्चरल बायोइनफॉरमैटिक्स में रिसर्च कोलैबोरेट्री द्वारा बनाए रखा जाता है सही तो जापान में अमेरिका और यूरोप में कई साइटें हैं सही ताकि हम दुनिया के विभिन्न हिस्सों से पहुंच प्राप्त कर सकें तो प्रोटीन डाटा बैंक की प्रमुख विषय सूची क्या हैं स्टूडेंट हेडर की जानकारी होगी सही उनके पास नाम और स्रोत के साथ हेडर और रिज़ॉल्यूशन और माध्यमिक संरचनाएं प्रकाशन हैं और हमारे पास डेटा और निर्देशांक हो सकते हैं अधिकार तो निर्देशांकों से हम कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं छात्र परमाणु नाम परमाणु नाम छात्र परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक अवशेष नाम छात्र अवशेष अवशेष संख्या छात्र चेन चैन की जानकारी छात्र और XYZ निर्देशांक और निर्देशांक xyz निर्देशांक छात्र और फिर बी कारक छात्र ऑक्यूपेंसी ऑक्यूपेंसी सही हम एक प्रोटीन में सभी परमाणुओं के लिए जानकारी देंगे सही तब हमने विज़ुअलाइज़ेशन टूल्स के बारे में चर्चा की कई उपकरण हैं सही जो आमतौर पर संरचनाओं को देखने के लिए उपलब्ध हैं और आप संरचनाओं और विभिन्न दिशाओं में हेरफेर भी कर सकते हैं और आप बांड की लंबाई बांड कोण टॉरशन कोण म्यूटेशन की गणना कर सकते हैंइतियादी तो फिर हमने Pymol के बारे में विस्तार से चर्चा की तो Pymol के कई अनुप्रयोग हैं Pymol के संभावित अनुप्रयोग क्या हैं छात्र आप दूरी की गणना कर सकते हैं हम अलग अलग माप प्राप्त कर सकते हैं और आप संरचनाएं दे सकते हैं और आप उच्च गुणवत्ता के आंकड़े बना सकते हैं सही और हम म्यूटेशन विश्लेषण कर सकते हैं हम इंटरैक्शन कर सकते हैं जहां हाइड्रोफोबिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक या विभिन्न इंटरैक्शन हैं सही तो यह व्यापक अनुप्रयोग है सही इसलिए यदि आप Pymol से गुजरते हैं तो आप ट्यूटोरियल्स की जांच कर सकते हैं और हमें कई विकल्प मिलेंगे जिससे आप Pymol का प्रभावी ढंग से उपयोग कर सकते हैं इसलिए हम प्रोटीन संरचनाओं को लेते हैं मुख्य रूप से उन्हें प्रोटीन संरचनाओं में मौजूद माध्यमिक संरचनाओं के आधार पर 4 विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है तो यदि आप द्वितीयक संरचनाएँ क्या हैं छात्र अल्फा हेलिक्स और माध्यमिक संरचनाएं अल्फा हेलिसेस हैं छात्र बीटा स्ट्रैंड और बीटा स्ट्रैंड सही किस तरीके से इन माध्यमिक संरचनाओं को 3 डी संरचनाओं में वितरित किया जाता है इसके आधार पर हम प्रोटीन को 4 अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करते हैं प्रमुख रूप से सभी प्रमुख अल्फा प्रोटीन हैं सही सभी अल्फा प्रोटीन में मुख्य रूप से अल्फा हेलिसेस शामिल हैं आप अल्फा हेलिसेस के वर्चस्व को देख सकते हैं इसलिए 40 प्रतिशत से अधिक अल्फा हेलिसेस और कम बीटा स्ट्रैंड्स हम एक उदाहरण देख सकते हैं यहीं पर आप कई अल्फा अल्फा हेलिसेस देख सकते हैं यह मायोग्लोबिन के लिए संरचना है सही यह मायोग्लोबिन के लिए एक संरचना है इसमें अल्फा हेलिसेस शामिल हैं लेकिन यहां कोई बीटा स्ट्रैंड नहीं है इसलिए हम संरचनाओं को देख सकते हैं और सभी अल्फा प्रोटीन लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि ग्लोबुलर प्रोटीन के पहले हल किए गए ढांचे में यह शामिल है छात्र अल्फा हेलिसेस अल्फा हेलिसेस सही तो इस मामले में यह लोकप्रिय है और यदि आप मेम्ब्रेन प्रोटीन देखते हैं तो यहां हम यह भी देख सकते हैं कि पहले हल की गई मेम्ब्रेन प्रोटीन संरचनाएं हैं सही और यह प्रकाश संश्लेषक प्रतिक्रियाएं सही और है जिसमें कई अल्फा हेलिसेस भी शामिल हैं इसलिए अल्फा हेलिसेस हम देख सकते हैं कि सभी अल्फा प्रोटीन प्रमुख रूप से हैं सही यदि आप कई संरचनाओं में सभी प्रोटीन संरचनाओं को देखते हैं तो वे सभी अल्फा वर्ग के हैं फिर दूसरी श्रेणी में सभी अल्फ़ा इसी तरह कुछ प्रोटीन होते हैं जिनमें अधिक मात्रा में बीटा स्ट्रैंड होते हैं मुख्य रूप से आप बीटा स्ट्रैड की देख सकते हैं और इस प्रकार के प्रोटीन को सभी बीटा प्रोटीन कहा जाता है आप बीटा स्ट्रैंड के प्रभाव को देख सकते हैंसही हम संरचनाओं में देख सकते हैं सही इसलिए हम उदाहरण के लिए बहुत सारे बीटा स्ट्रैंड्स देख सकते हैं 40 प्रतिशत से अधिक बीटा स्ट्रैंड्स सही और कम अल्फा हेलिकेस हैं सही यह एक उदाहरण है यह कंकनवैलिन है तो यह इस प्रोटीन में कई बीटा किस्में शामिल हैं तो एक में मुख्य रूप से अल्फा हेलिसेस होते हैं और दूसरे वर्ग में केवल बीटा स्ट्रैंड होते हैं अब अगली संभावना है कि प्रोटीन में हेलिसेस और स्ट्रैंड दोनों शामिल हैं इन हेलिसेस और स्ट्रैड्स के स्थान के आधार पर इन्हें 2 समूहों में वर्गीकृत किया गया है एक है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा है बीटा बाय अल्फा इस बीटा स्ट्रैंड अल्फा हेलिसेस और बीटा स्ट्रैंड्स के स्थान पर निर्भर करता है चाहे वे अलग से अलग अलग हों या वे एक दूसरे के साथ मिश्रण कर रहे हों तो एक वर्ग अल्फा प्लस बीटा प्रोटीन है इस मामले में हेलिसेस और स्ट्रैंड अलग अलग होते हैं आप 15 प्रतिशत से अधिक अल्फा हेलिसेस की उपस्थिति और 10 प्रतिशत से अधिक बीटा स्ट्रैड्स देख सकते हैं और हेलिस और स्ट्रैड्स ओह आप यहां देख सकते हैं हेलिसेस और आप स्ट्रैंड को से देख सकते हैं सही तो वे एक दूसरे से अलग हैं और यह लाइसोजाइम के लिए एक उदाहरण है उदाहरण के लिए अल्फा प्लस बीटा प्रोटीन इसलिए अगले प्रकार के प्रोटीन अपने अल्फा को बीटा प्रोटीन द्वारा करते हैं सही यहीं पर आप हेलिसेस कों और स्ट्रैंड्स को भी देख सकते हैं लेकिन वे एक दूसरे को मिलाते हैं हम 15 प्रतिशत से अधिक हेलिसेस और 10 प्रतिशत से अधिक बीटा स्ट्रैंड को देख सकते हैं सही तो यह समझने के लिए संख्या है यह विशिष्ट संख्याओं को रखने के लिए एक कठिन और तेज़ नियम नहीं है सही इसलिए यह हेलिसेस और स्ट्रैंड हैं सही जो उदाहरण के लिए एक दूसरे के साथ मिश्रित होते हैं यह एक टीम है सही इसमें 8 अल्फा हेलिसेस और 8 बीटा स्ट्रैंड शामिल हैं तो हम अल्फा हेलिसेस और बीटा स्ट्रैंड्स देख सकते हैं अल्फा हेलिसेस बीटा स्ट्रैड्स और इसी तरह सही आप TIM बैरल प्रोटीन में संरचनाओं को देख सकते हैं तो हम यह जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि क्या कोई प्रोटीन सभी अल्फा प्रोटीन या सभी बीटा या अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बाय बीटा से संबंधित है इसलिए इन विशिष्ट विशेषताओं को समझने के लिए कई डेटाबेस हैं जिनमें से प्रमुख S है इसलिए विभिन्न संरचना वर्गों के आधार पर प्रोटीन को वर्गीकृत करने के लिए केवल संरचना वर्ग ही नहीं फिर मेरे पास कई उप वर्गीकरण भी हैं वे इस आधार पर कि वे किस फॅमिली से जुड़े हैं सुपरफैमिलीज़ क्या हैं जो वे सभी जानकारी देते हैं तो SCOP एक ज्ञात संरचनाओं के प्रोटीन के संरचनात्मक और विकासवादी संबंध का व्यापक विवरण देता है उन्होंने प्रोटीन डेटा बैंक में उपलब्ध संरचनाओं से शुरू किया और वे संरचनात्मक डेटा में उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रोटीन को वर्गीकृत करते हैं सही तो उनके पास पदानुक्रम स्तर हैं इसलिए उदाहरण के लिए फॅमिली और फिर सुपरफैमिलीज़ के साथ जाएं पहले एक प्रोटीन लें पहला छोटा जो वे किसी परिवार से संबंधित हैं फिर वे अलग अलग फॅमिली एक साथ आते हैं और उनका एक सुपर फैमिली होता है अलग अलग सुपर फैमिली जो वे एक ही फोल्ड के होते हैं इसलिए फोल्ड और अलग अलग फोल्ड के साथ जाएं उनके पास समान वर्ग हैसही उदाहरण के लिए संरचनात्मक वर्ग सभी अल्फा सही हम एक 4 हेलिकल फोल्ड्स को देख सकते हैं और विभिन्न प्रकार के हेलिकल फोल्ड्स वे मुख्य रूप से इन सभी को एक गुना करते हैं हेलिकल प्रोटीन में अलग अलग फोल्ड्स होती हैं जो एक साथ होती हैं और वर्ग में सभी अल्फा के नीचे होती हैं इसलिए उदाहरण के लिए वह एक उदाहरण देते हैं कि यहां लाइसोजाइम हैसही फैमिलीज़ में लाइसोजाइम फिर आप फोल्ड को देख सकते हैं आप सामान्य अल्फा प्लस बीटा मोटिफ की तरह लाइसोजाइम देख सकते हैं और संरचनात्मक वर्ग अल्फा प्लस बीटा सही ओर और आप इन प्रोटीनों को 6 अक्षर कोड में पहचान सकते हैं पहले 4 PDB कोड हैं सही PDB आईडी का प्रतिनिधित्व कैसे करें छात्र पहले वाला पहले वाला है छात्र न्यूमेरिक न्यूमेरिक तरीका पहलेन्यूमेरिक और फिर 3 अक्षर छात्र हो सकता है न्यूमेरिक या कोई भी अक्षर हो सकता है सही उदाहरण के लिए 1LZM तो आप देख सकते है की यह हमेशा एक संख्यात्मक हो सकते हैं और इस 3 को देख सकते हैं या तो यह अक्षर या संख्यात्मक है सही तो आपके पास पहले 4 पत्र हैं और यदि आपके पास उदाहरण के लिए कोई श्रृंखला जानकारी है तो एक प्रोटीन में उदाहरण के लिए अलग अलग श्रृंखलाएं होती हैं हीमोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन में कितनी श्रृंखलाएं होती हैं छात्र 4 चार चेन राइट 2 अल्फा और 2 बीटा इस मामले में 4 चेन उदाहरण के लिए यदि एक एबीसीडी है तो आप चेन की जानकारी यहां देख सकते हैं यदि यह एक चेन है तो यह AB चेन है यह B और इसी तरह है और छठा एक आप देख सकते हैं उदाहरण के लिए कई डोमेन हैं यहां एक बड़ा प्रोटीन है इसमें कई डोमेन हैं सही जो स्थिर हैं अगर आपको डोमेन की जानकारी पता है तो हम नंबर 1 2 3 डाल सकते हैं उनके पास डोमेन जानकारी है यह वे किसी भी प्रोटीन की संरचना का प्रतिनिधित्व करते हैं तो यह SCOP के डेटाबेस के लिए वेब सर्वर है सही आप किसी भी PDB आईडी के साथ या नामों के साथ डेटाबेस को खोज सकते हैं सही तो यहाँ आप रूट कर सकते हैं SCOP है प्रोटीन अल्फा प्लस बीटा के अंतर्गत आता है और फोल्ड है लाइसोजाइम सही और आपके पास सुपरफैमिली है और प्रोटीन का नाम लाइसोजाइम है और प्रजाति होमो सेपियन्स यह मानव का है फिर वे अन्य प्रविष्टियां देते हैं जो कि उदाहरण के लिए विशेष प्रोटीन डालने के लिए प्रासंगिक हैं इस मामले में यह लाइसोजाइम है तो क्या अन्य प्रोटीन है सही जो लाइसोजाइम के समान है आप समान प्रविष्टियों के बारे में विवरण दे सकते हैं तो यहाँ एक वेब सर्वर है SCOP सर्वर तो इस साइट पर पहुँचें आप इस डेटाबेस तक पहुँच सकते हैं और आप कई प्रोटीनों के लिए संरचना वर्ग की जानकारी देख सकते हैं इसी तरह एक और एक सर्वर है सही यह भी एक प्रकार का डेटाबेस कहा जाता है सही वे एक CATH कहा जाता है CATH ने यहां भी SCOP के समान वर्ग के आधार पर संरचनाओं को वर्गीकृत करने की कोशिश की और आर्किटेक्चर और टोपोलॉजी और सुपरफैमिली वे इस शब्द CATH का उपयोग करते हैं जो टोपोलॉजी के लिए आर्किटेक्चर टी के लिए और होमोलोगस सुपरफिली के लिए एच का उपयोग करते हैं तो C क्या है A क्या है T क्या है और H क्या है C उनकी विभिन्न वर्गों के लिए सबसे सरल स्तर है बस हमने चर्चा की कि 4 अलग अलग वर्ग क्या हैं छात्र अल्फा अल्फा सभी अल्फा सभी बीटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बाय बीटा सही हम 4 अलग देख सकते हैं यह सबसे सरल तरीका कहता है सही और फिर इस आर्किटेक्चर के साथ जाएं यह संरचना इकाइयों के उन्मुखीकरण को सारांशित करता है जैसे कि यह बैरल या सैंडविच और इसी तरह है फिर टोपोलॉजी स्तर यहां आप कनेक्टिविटी के अनुक्रम को देख सकते हैं कि कैसे इस वास्तुकला के सदस्य हैं सही कि वे कैसे जुड़े हैं कभी कभी आपके पास एक ही आर्किटेक्चर है लेकिन विभिन टोपोलोजिज़ है अल्फा हेलिसेस बीटा स्ट्रैंड्स पर निर्भर करता है कि वे प्रत्येक के साथ कैसे जुड़े हैं फिर अंतिम है एक होमोलोगस सुपरफ़ैमिली है जो कि एच एक समान संरचना और कार्य है तो कनेक्टिविटी और प्रोटीन के आधार पर जो एक समान संरचना कार्य करते हैं या माध्यमिक संरचना के अभिविन्यास के हैं वे एक अलग समूह को वर्गीकृत करते हैं सही तो उन्हें वर्ग के लिए CATH C आर्किटेक्चर के लिए A टोपोलॉजी के लिए T और Homologous सुपरफिशियल के लिए H कहा जाता था यह डेटाबेस CATH डेटाबेस है जो आप यहां एक ही मानव लाइसोजाइम के लिए कर सकते हैं तो यह वर्ग मुख्य रूप से यहाँ अल्फा है और आर्किटेक्चर वे 110 संख्या इस ऑर्थोगोनल बंडल और लाइसोजाइम डालते हैं सही और सुपर परिवार हाइड्रॉलेज़ के हैं एससीओपी के मामले में वर्ग के लिए वर्गीकरण क्या है लाइसोजाइम वे अल्फा प्लस बीटा डालते हैं लेकिन यहां वे सभी अल्फा डालते हैं सही अधिकांश मामलों में हम समान को देख सकते हैं वर्गीकरणों और कुछ मामलों में हम अंतरों को देख सकते हैं सही मैं बताऊंगा कि अलग अलग डेटाबेस में एक ही प्रोटीन के लिए कुछ अंतर क्यों सही है यदि आप प्रोटीन संरचना बैंक में लगभग सभी संरचनाओं को कई संरचनाओं में देखते हैं और अगर हम SCOP या CATH के आधार पर वर्गीकृत करते हैं तो ज्यादातर मामलों में हमारे पास समान वर्गीकरण हो सकता है सही जो बहुत अलग नहीं हैं कुछ मामलों में SCOP और CATH में अलग अलग असाइनमेंट करना संभव है विशेष रूप से यह एक अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा प्रोटीन के मामले के लिए है सही कि यह कैसे होता है सही आप सभी अल्फा को कैसे वर्गीकृत करते हैं छात्र 40 प्रतिशत से अधिक अधिकतर अल्फ़ा हेलिसेस आप अल्फा प्लस बीटा को कैसे वर्गीकृत करते हैं इस कटऑफ के मानों के आधार पर इसमें अल्फा हेलिसेस और बीटा स्ट्रैंड दोनों हैं उदाहरण के लिए यदि आप 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत लेते हैं सही तो आप कह सकते हैं कि वे सभी अल्फा से संबंधित हैं या किसी अन्य मिश्रित वर्ग अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा से संबंधित हैं यदि हेलिकल विषय सूचि अधिक है तो हम देख सकते हैं कि यह सभी अल्फा प्रोटीन हो सकते हैं कभी कभी हेलिकल विषय सूचि अधिक होती है लेकिन इसमें बीटा किस्में भी होती हैं इस मामले में हमारे पास टकराव है अगर हम उच्च हेलिकल सामग्री को इस मामले में मानते हैं सही तो आप देख सकते हैं कि इसे सभी अल्फा के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है तो इस मामले में मानव लाइसोजाइम अगर आप विषय सूचि में देखो अल्फा हेलिकल संरचना 31 प्रतिशत है और बीटा स्ट्रैंड 8 प्रतिशत है तो अगर अल्फा की उच्च विषय सूचि 30 प्रतिशत से अधिक है तो CATH में एक अल्फा ऑल अल्फा प्रोटीन के रूप में वर्गीकृत किया गया है हेलिसेस और स्ट्रैंड की उपस्थिति के कारण 5 प्रतिशत से अधिक स्ट्रैंड और 30 प्रतिशत से अधिक हेलिक्स है सही इसे एससीओपी के मामले में अल्फा प्लस बीटा के रूप में वर्गीकृत किया गया है यह केवल कुछ संरचनाओं के लिए होता है तो इस मामले में हमें इन डेटाबेस को देखने की जरूरत है कि क्या कोई संगति है या नहीं फिर आपकी आवश्यकताओं के आधार पर हम इसे सभी अल्फा या अल्फा प्लस बीटा के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं फिर अगर आपके पास संरचनाएं हैं सही तो हम प्रोटीन डेटा बैंक से संरचनाएं प्राप्त कर सकते हैं तो आप कई मापदंडों को प्राप्त कर सकते हैं जैसे कि अनुक्रम से हमने विभिन्न कारकों या विभिन्न गुणों को अनुक्रम से प्राप्त किया है छात्र अमीनो एसिड घटना रचना छात्र आणविक भार आणविक वजन छात्र औसत संपत्ति औसत संपत्ति मूल्य छात्र हाइड्रोफोबिसिटी और फिर हाइड्रोफोबिसिटी प्रोफ़ाइल छात्र dipeptide और हम कर सकते हैं एक dipeptide रचना और हम संरेखण कर सकते हैं कई अनुक्रम संरेखण संरक्षण सही कई विशेषताएं हम कर सकते हैं इसी तरह अगर आपके पास 3 डी संरचनाएं हैं तो हम बेहतर कर सकते हैं क्योंकि 3 डी संरचनाओं में एमिनो एसिड अनुक्रम की तुलना में अधिक जानकारी है इसलिए हम विभिन्न मापदंडों को तरीके से प्राप्त कर सकते हैं सहीऔर महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम इस संरचना से जो भी पैरामीटर प्राप्त करते हैं उनके पास संरचना या कार्य या बीमारियों से संबंधित कुछ भी समझने के लिए कुछ एप्लिकेशन हैं मैं कुछ विशेषताओं की व्याख्या करूंगा उदाहरण के लिए कांटेक्ट मैप्स सही यह सबसे सरल है जिसे हम प्रोटीन 3 डी संरचनाओं और एक्सेसिबल सतह क्षेत्र से बना सकते हैं संपर्क आदेश सही इस बात पर निर्भर करता है कि 2 अवशेष प्रोटीन संरचनाओं में कैसे संपर्क में हैं और लंबी दूरी के आदेश वे संपर्कों के आधार पर जो स्पेस में बंद हैं लेकिन वे अनुक्रम स्तर में बहुत दूर हैं और कुछ मामलों में कुछ अवशेषों में आपके संपर्कों की संख्या अधिक है कुछ मामलों में संपर्कों की संख्या कम है कुछ मामलों में संपर्कों की संख्या अधिक है एक कक्षा में उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए यहाँ कक्षा प्रतिनिधि सही संपर्कों को अधिक बड़ी संख्या में रखते हैं कुछ छात्रों के पास सही संख्या में संपर्क कम होते हैं तो फिर ये संपर्क महत्वपूर्ण हैं इसलिए जिन अवशेषों में अधिक संख्या में संपर्क हैं उनका प्रभाव अधिक है यह एकाधिक संपर्क सूचकांक का सिद्धांत है फिर हम अन्य कारकों जैसे कि हाइड्रोफोबिसिटी बरीदनेस मुक्त ऊर्जा को स्थानांतरित कर सकते हैं कि कैसे अनफोल्डेड स्टेट से एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है क्योंकि यह फोल्डेड स्टेट में जाता है उन्हें अलग अलग इंटरैक्शन कैसे मिलते हैं cation pi इंटरैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन और इतने पर तो हम कुछ मापदंडों को तरीके से समझाएंगे सही और यह करेंगे कि इसे कैसे किया जाए तो पहला यह सबसे सरल है हम 3 डी संरचनाओं से प्राप्त कर सकते हैं यह कांटेक्ट मैप्स है सही तो एक कांटेक्ट मैप्स क्या है यह बस प्रोटीन संरचनाओं में विभिन्न अवशेषों के बीच की दूरी का प्रतिनिधित्व करता है तो हमारे पास एक 3 डी संरचनाएं हैं परमाणु और अवशेष xyz निर्देशांक के साथ स्थित हैं और हम संपर्क मानचित्र में हम देख सकते हैं कि कैसे 1 और 2 अवशेष एक दूसरे के संपर्क में हैं 1 और 5 संपर्क में हैं या नहीं तो 2 डी ग्राफ में 3 डी संरचनाओं का प्रतिनिधित्व उदाहरण के लिए x अक्ष यदि हमारे पास अमीनो एसिड अनुक्रम है सही तो अमीनो एसिड अनुक्रम यहाँ और y अक्ष यहाँ अमीनो एसिड अनुक्रम तो 1 2 3 है सही अब सवाल यह है कि यह अवशेष संपर्क में हैं या नहीं यदि वे संपर्क में हैं तो आप एक डॉट डालते हैं यदि कोई संपर्क नहीं छोड़ता है तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा सही जो आपको दिखाएगा कि क्या अवशेष संपर्क में हैं मैं कुछ उदाहरण दिखाऊंगा तो 2 अवशेषों i और j एक अवशेषों i दूसरा दूसरा अवशेष j सही अगर यह बराबर है यदि यह मैट्रिक्स एक है तो अवशेष किसी भी विशिष्ट थ्रेशोल्ड से किसी भी दूरी की तरह करीब हैं इस मामले में हमें एक दूरी के बारे में जानकारी चाहिए और फिर उस दूरी को प्राप्त करना होगा जिस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है कि ये 2 अलग अलग पहलू हैं जिनसे हमें कांटेक्ट मैप्स बनाने की आवश्यकता है इसलिए यदि आप देखते हैं कि यह कांटेक्ट मैप्स के लिए उदाहरण है जैसा मैंने पहले दिखाया था तो यहाँ आपके पास एमिनो एसिड अनुक्रम x अक्ष y अक्ष एमिनो एसिड अनुक्रम है सही और आप एक डॉट डाल सकते हैं यदि i और j विशिष्ट थ्रेसहोल्ड में बंद हैं तो ठीक है यदि आप इस ग्राफ को देखते हैं तो आप इस ग्राफ से क्या अनुमान लगा सकते हैं तो विकर्ण आप देख सकते हैं यह हमेशा मौजूद है इसका क्या मतलब है छात्र पास के अवशेष आसपास के अवशेष सही हैं क्योंकि वे वैन डेर वाल्स संपर्कों के पास हैं तो इस मामले में 1 और 2 1 और 3 जैसे 2 और 3 2 और 1 इसलिए वे हमेशा संपर्क में रहते हैं तो इस तरह से यह विकर्ण में है आप हमेशा प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और अगर आप विकर्ण के कुछ मामलों के करीब हैं तो हम यह देख सकते हैं कि कुछ अवशेष मौजूद हैं सही कुछ मामले नहीं इस मामले में यह मामला नहीं है इस मामले का कोई अधिकार नहीं है यह हाँ है लेकिन यदि आप इन विशिष्ट मामलों को देखते हैं तो यहाँ इस मामले में यह बहुत दूर है क्योंकि यह लगभग 10 है 300 ये अवशेष वे स्पेस में करीब हैं लेकिन वे अभी दूर अनुक्रम में हैं मैं अभी विवरण में बताऊंगा जब हम संपर्क करते हैं सही जैसा कि मैंने पहले 2 अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की है एक तो यह की हमें दूरी तय करनी होगी दूसरा हमें थ्रेसहोल्ड को फिक्स करना होगा अगर हम परमाणुओं को लेते हैं तो इन्हें परिभाषित करने के विभिन्न तरीके हैं या तो आप Cα परमाणुओं पर विचार कर सकते हैं जो कि सबसे सरल है सभी विचार केवल Cα परमाणुओं को लेते हैं और दूरी को देखते हैं या हम Cβ परमाणुओं को देख सकते हैं सही क्योंकि Cβ परमाणुओं को वे आंतरिक रूप से देख सकते हैं प्रोटीन इस तरह से कई कई शोधकर्ताओं को वे Coms परमाणुओं का उपयोग करते हैं तो क्या हम सभी अवशेषों के लिए Cβ परमाणुओं का उपयोग कर सकते हैं छात्रनहीं ग्लाइसीन को छोड़कर नहीं सही कहा क्योंकि ग्लाइसीन के लिए एक अवशेषों में Cβ नहीं है तो उस मामले में वे सभी अल्फा और अन्य सभी अवशेषों का उपयोग करते हैं जो वे बीटा को हराते हैं वे Cα से बेहतर प्रतिनिधित्व करते हैं तो वे C परमाणुओं का उपयोग करते हैं या आपके पास कोई भी परमाणु हो सकता है उदाहरण के लिए अवशेष 5 और अवशेष 10 वे संपर्क में हैं या नहीं आप किसी भी भारी परमाणु को देख सकते हैं जो कि विशिष्ट दूरी के भीतर हैं या हम किसी भी परमाणु को सेंट्रोइड देख सकते हैं किसी भी अवशेष को हम एक सेंट्रोइड XYZ निर्देशांक प्राप्त कर सकते हैं अब सभी अवशेषों को सेंट्रोइड द्वारा दर्शाया जाता है तब हम दूरी की गणना कर सकते हैं और फिर आप कटऑफ को से देख सकते हैं सही इसलिए विभिन्न तरीकों से हम परमाणुओं पर विचार कर सकते हैं या तो Cα या हम C all या सभी भारी परमाणु प्राप्त कर सकते हैं या आप सेंट्रोइड का उपयोग कर सकते हैं फिर हमें किस दूरी पर विचार करने की आवश्यकता है 4 5 6 जिस दूरी पर आप विचार करना चाहते हैं वह उन परमाणुओं पर निर्भर करता है जिन्हें आप उदाहरण के लिए मानते हैं यदि हम Cα या Cβ का उपयोग करते हैं तो वहां आप 6 to 12 Å का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि हम केवल एक परमाणु मानते हैं इस मामले में यदि आपके पास सभी परमाणु हैं तो आप कम कर सकते हैं सही 4 Å या 5 Å का चयन करे अन्यथा आपको अधिक संख्या में संपर्क मिलेंगे सही इसलिए आपके द्वारा Cα या C all या सभी परमाणुओं का उपयोग करने वाले परमाणुओं के आधार पर आप इसे बाकी सभी को परिभाषित कर सकते हैं संदर्भ समय को देखें 2007 तो अब यहाँ यह एक निर्देशांक है तो यह अवशेषों का नाम है निर्देशांक कहाँ हैं यहां XYZ निर्देशांक है सही अगला कोन सा है इस पर कब्जा करो छात्र बी कारक B कारक सही तो आपके पास XYZ निर्देशांक है सही कोई भी प्रोटीन संरचना सही मैंने पहले दिखाया था दोनों प्रोटीन डेटा बैंक सही उदाहरण दिखाया तो हमें इस प्रतिनिधित्व का समान स्तर मिलेगा आप XYZ निर्देशांक देख सकते हैं आप इन निर्देशांक का उपयोग कर सकते हैं जो आप कांटेक्ट मैप्स पर विचार करते हैं

उदाहरण के लिए मैं इन XYZ निर्देशांक को निर्देशांक दिखाता हूं तो यह सब एक Cα परमाणु है क्योंकि मैं Cα परमाणुओं को यहीं से निकालता हूं यह 3642 है Cα परमाणुओं को देखें सही तो यहाँ यह निर्देशांक 36 माइनस 23 और माइनस 8 है I मैं सभी Cα परमाणु Cα परमाणु निकालता हूं इस मामले में किस दूरी को परिभाषित करना बेहतर है छात्र 6 से 12 6 से 12 या 12 Å जब तक 6 से 14 Å तो मैं C का उपयोग करता हूं 8 Å की दूरी है सही हम ये Cα परमाणु हैं और आप नक्शे का निर्माण कर सकते हैं कि कांटेक्ट मैप्स कैसे बनाएं पहले यह a a x axis क्या है यह एक अनुक्रम हैसही यह एक अनुक्रम है यहां भी आपके पास अनुक्रम है तो अब हमारे पास एक अवशेष है आप देख सकते हैं कि यह एक मेथिओनिन है 2 asparigine है 3 आइसोसिसाईन है हमारे पास अवशेष हैं या आप संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 डाल सकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो लेने 11 और 2 संपर्क में हैं सही 1 और 3 हाँ 1 और 4 के बारे में 1 और 5 छात्र 1and 4 संपर्क में नहीं संपर्क 1 और 5 में नहीं छात्र संपर्क में नहीं 1 और 5 भी आप यहां जानते हैं 3 9 36 प्लस 9 बराबर है 45 के 16 शायद संपर्क में हम 1 और 6 देखेंगे छात्र 1 और 6 संपर्क में नहीं संपर्क में 1 और 7 नं छात्र नहीं 1 और 8 नं 1 और 9 1 के और 10 नहीं क्योंकि 12 और 20 पहले से ही ठीक है फिर 22 और 3 छात्र हाँ हाँ 2 और 4 छात्र हाँ 2 और 5 हाँ 2 और 5 हाँ छात्र हाँ 2 और 6 छात्र हाँ हाँ 2 और 7 2 और 7 नहीं सही 2 और 8 छात्र नहीं सर कोई 2 और 10 नहीं 34 43 तो यह नहीं तो अब 3 हो जाता है 3 और 4 हाँ छात्र हाँ 3 और 5 हां 3 और 6 छात्र हाँ हां 3 और 7 हां 3 और 8 छात्र नहीं 3 और 9 नहीं 3 और 10 नहीं तो 4 और 5 छात्र हाँ हां 4 और 6 हां 4 और 7 छात्र हाँ 4 और 7 हाँ 4 और 8 शायद हाँ 4 और 9 नहीं हम सही हाँ 4 और 10 नहीं जानते हैं छात्र नहीं सही तो 5 5 और 6 हां 5 और 7 हां 5 और 8 हां 5 और 9 हां 5 और 10 छात्र हाँ हम जानते हैं 6 और 7 हाँ और 6 और 8 6 और 9 नहीं 36 39 43 छात्र हाँ तो 6 और 10 4 हाँ छात्र हाँ इसके बारे में तब 7 7 और 8 हाँ 7 और 9 हाँ 7 और 10 हाँ हाँ फिर 8 8 और 9 छात्र हाँ आठ और 10 9 9 और 10 सही तो आप मैट्रिक्स पर विचार करें तो हम सममित मैट्रिक्स या गैर सममित मैट्रिक्स प्राप्त करेंगे कोनसा छात्र सममित हाँ सममित सही क्यों यह सममित है छात्र हमने आकृति नहीं बनाई हाँ हमने कोई और आकृति नहीं बनाई है क्योंकि यदि 2 और 3 संपर्क में हैं तो 3 और 2 भी संपर्क में हैं न कि अमीनो एसिड अनुक्रम की तरह जो हम पड़ोसी अवशेषों के बारे में बात करते हैं तो इस मामले में आपको एक सममित मैट्रिक्स नहीं मिलता है लेकिन यहां अगर 2 अवशेष संपर्क अधिकार में हैं 2 और 3 संपर्क 3 में और 2 संपर्क में भी हैं तो इस मामले में आप सममित मैट्रिक्स प्राप्त कर सकते हैं तो यहां आप विकर्ण देख सकते हैं इसमें से आप आसानी से कह सकते हैं कि अवशेष छोटी श्रेणी के संपर्कों से प्रभावित हैं क्योंकि अवशेष बहुत करीब हैं फिर कुछ अवशेष सही आप विकर्ण के पास भी देख सकते हैं 2 3 अवशेष जो दूर हैं वे भी योगदान दे रहे हैंसही वे भी प्रोटीन संरचनाओं में इंटरैक्टकर रहे हैं और यहां हम केवल 10 अवशेषों पर विचार करते हैं यही कारण है कि हमें दिखाया गया है कि हम लंबी दूरी के संपर्क देख सकते हैं लेकिन इस आंकड़े में हम लंबी दूरी के संपर्क देख सकते हैं इसके लिए इसलिए स्पेस के आधार पर इन संपर्कों पर निर्भर करता है और वे अनुक्रम में कैसे स्थित हैं हम वर्गीकृत कर सकते हैं विभिन्न प्रकार के इंटरैक्शन में विभिन्न प्रकार के संपर्कों में चाहे ये संपर्क कम दूरी के हों इसका मतलब है अनुक्रम के संदर्भ में संक्षेप में क्योंकि हम स्पेस को फिक्स करते हैं क्योंकि जब आप नक्शे का निर्माण करते हैं तो स्पेस किसी भी दूरी को तय करता है 6 Å या 7 Å या 8 Å हम ठीक करते हैं अब उनका अंतर केवल अनुक्रम स्तर है इसलिए अनुक्रम स्तर हम देखते हैं कि वे अनुक्रम में बहुत करीब हैं या नहीं और उदाहरण के लिए अनुक्रम में वे कितने दूर हैं अगर हम इसे एक देखते हैं सही टी केंद्रीय वाला है और त्रिज्या 8Å है हम इस क्षेत्र का निर्माण करते हैं और कई अवशेष हैं अब ये अवशेष उस क्रम में स्थित हैं जो मैं नीचे देता हूं सही हम यह देख सकते हैं कि टी केंद्रीय है हम यहां 3 देख सकते हैं और उन्हें अनुक्रम के साथ कैसे वितरित किया जाता है अनुक्रम के साथ अवशेषों के वितरण के आधार पर हम विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत कर सकते हैं जब हम शॉर्ट रेंज कॉन्टैक्ट्स देख सकते हैं कि हम सिर्फ उन अवशेषों को देखना चाहते हैं जो केंद्रीय अवशेषों के करीब हैं या तो 2 1 या 2 लगभग सभी अवशेषों में उनके पास शॉर्ट रेंज कॉन्टैक्ट्स हैं सही इसलिए यदि हम किसी भी अवशेष को लेते हैं तो प्रत्येक अवशेष के कितने छोटे रेंज संपर्क होंगे छात्र 3 4 उदाहरण के लिए चार अवशेष आप इसे लेते हैं 5 उदाहरण के लिए अवशेषों संख्या 5 अवशेषों संख्या 5 तो आप देख सकते हैं 4 3 से 6 7 तो 4 संपर्क तो आप देख सकते है क्या कोई अवशेषों वे कम से कम के साथ संपर्क है देख सकते ±3 या ±4 अवशेषों हैं इस मामले में आप मध्यम श्रेणी के संपर्क देख सकते हैं हम 3 या 4 का उपयोग करते हैं क्योंकि हमें अल्फा हेलिसेस के प्रकार का प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता है अल्फा हेलिसेस कैसे पाए जाते हैं रेंज क्या है i और i प्लस 4 इस मामले में हम देख सकते हैं कि यह इस सीमा के भीतर आएगा और आप लंबी दूरी के संपर्क देख सकते हैं यदि यह 4 से अधिक है लेकिन यह सीमा अभी तक है क्योंकि हम देख सकते हैं कि बहुत बड़े हैं इसलिए हम 4 को भी देख सकते हैं हम छोटे बिन्स में विभाजित कर सकते हैं 4 से 10 11 से 20 और इतने पर और फिर देख सकते हैं कि आप विभिन्न प्रकार के संरचनात्मक वर्गों में संपर्कों को किस सीमा तक देख सकते हैं तो यहां मैं एक आंकड़ा दिखाता हूं कि यह एक संपर्क 152 लाइसोजाइम का है असली संपर्क यदि आप पीडीबी संरचना में देखते हैं और थ्रेओनीन 152 लेते हैं और यदि आपको अवशेष मिलते हैं जो 8 Å की सीमा के भीतर हैं तो आप प्राप्त कर सकते हैं इस चित्र को आप यह देखते हैं कि आप लघु मध्यम और लंबी दूरी के संपर्कों को परिभाषित कर सकते हैं उदाहरण के लिए कुछ अवशेष एफ 153 और 151 वे सिर्फ पड़ोसी अवशेष हैं ये अवशेष छोटी दूरी के संपर्क बनाते हैं और उदाहरण के लिए कुछ मामले 156 और 155 वे 3 से 4 अवशेषों से अलग हैं इसलिए वे मध्यम श्रेणी के संपर्क और कुछ अवशेष बनाते हैं जो अनुक्रम में बहुत दूर हैं लेकिन वे उदाहरण के लिए स्पेस में करीब हैं टी 152 और छात्र A 98 एक 98 अनुक्रम सही अनुक्रम में दूरी क्या है छात्र 60 54 54 अवशेष सही इसलिए वे अनुक्रम में बहुत दूर हैं तो यह अवशेष लंबी दूरी के संपर्कों को योगदान देता है सही इसलिए यदि आप संरचनाएं लेते हैं तो आप शॉर्ट रेंज मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज पर आधारित कॉन्टैक्ट देख सकते हैं हम अल्फा हेलिक्स और बीटा स्ट्रैंड अल्फा हेलिसेस के संदर्भ में भी व्याख्या कर सकते हैं बीटा स्ट्रैंड्स जिस पर लॉन्ग रेंज इंटरैक्शन का प्रभुत्व है छात्र क्योंकि अल्फा हेलिक्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न होने के कारण और बीटा बीटा स्ट्रैंड सही है तो अब अगर आप इसे एक विकर्ण वाले देखते हैं तो वे मुख्य रूप से ये छोटी रेंज हैं ये छोटी दूरी के संपर्क हैं और आप अवशेषों को विकर्ण द्वारा बहुत करीब से देख सकते हैं ये मध्यम रेंज हैं और यहां आप देख सकते हैं कि वे लंबे हैं रेंज और यदि आप उदाहरण के लिए माध्यमिक संरचनाओं को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये बीटा स्ट्रैंड हैं हम बीटा स्ट्रैंड को यहां देख सकते हैं क्योंकि कई लंबी दूरी के संपर्क हैं और कई हैं क्योंकि ये सभी मुख्य रूप से अल्फा हेलिसेस हैं अब यदि आप द्वितीयक संरचनाओं के वितरण और संपर्कों को देखते हैं तो आसानी से आप यह कह सकते हैं कि किस क्षेत्र में हेलिसेस हैं या कौन से क्षेत्र इस पैटर्न के आधार पर बीटा स्ट्रैंड के हैं लंबी दूरी के संपर्क मुख्य रूप से वे विकर्ण से दूर हैं तो अब आप 4 संरचित वर्गों के लिए डेटा दिखाते हैं हमने 4 संरचित वर्गों पर चर्चा की है सही किन 4 संरचित कक्षाओं पर हमने चर्चा की है छात्र सभी अल्फा सभी बीटा सभी अल्फा सभी बीटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा इसलिए यदि आप सभी अल्फा वर्ग देखते हैं तो सभी अल्फा वर्ग हेलिसेस के साथ हावी हैं हेल्स में मुख्य रूप से हावी हैं छात्र मध्यम श्रेणी मध्यम श्रेणी की बातचीत सही तो इस मामले में यदि आप देखते हैं कि आपके पास अलग अलग अवशेष हैं तो 3 से 4 और फिर आप 5 या 6 के अलावा एक या 2 अवशेष देख सकते हैं हम इनमें से 25 प्रतिशत से अधिक हेलिसेस देख सकते हैं जिन्हें हम मुख्य रूप से देख सकते हैं इस स्तर पर 4 से 10 अंतराल और हम देख सकते हैं कि यह है सही अलग अलग अनुमानों के लिए यह बहुत कम है लंबी संपर्क के सभी अल्फा प्रोटीनों के मामले में दूरी बहुत कम हैं लेकिन अगर हम सभी बीटा प्रोटीनों को देखें तो यह सभी बीटा प्रोटीन हैं तो यहाँ सभी बीटा प्रोटीन आप देख सकते हैं रेंज 11 से 20 है क्योंकि मुख्य रूप से इन विरोधी समानांतर बीटा किस्में हैं उनके पास 10 से अधिक अवशेषों के संबंध में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न है तो आप 11 से 20 अवशेष देख सकते हैं जो सभी बीटा प्रोटीन के मामले में प्रभावी है आप अल्फा प्लस बीटा प्रोटीन में देखते हैं ठीक इसके बीच में है आप दोनों मामलों को देख सकते हैं यह सभी अल्फा है सभी बीटा हम देख सकते हैं कि यह इसके बीच में है यहाँ भी सभी बीटा यहाँ यह सभी अल्फा और सभी बीटा के बीच में अल्फा है लेकिन बीटा प्रोटीन द्वारा अल्फा को देखें तो बीटा प्रोटीन द्वारा सभी बीटा अल्फा की विशेषता क्या है छात्र वैकल्पिक इस मामले में एक अल्फा एक बीटा को वैकल्पिक करें यदि आप 2 बीटा लेते हैं या यदि आप 2 अल्फा लेते हैं तो दूरी अधिक होगी सही यदि हम बीटा किस्में को लेते हैं सही तो बीटा अल्फा और बीटा तो एक अल्फा के बीच यह 10 से अधिक 15 अवशेषों को पार करता है यह एक कारण है यदि आप इस प्रकार के प्रोटीन लेते हैं तो हम देख सकते हैं कि यह 21 से 30 की सीमा में प्रभावी है इसमें कई TIM बैरल प्रोटीन हैं सही यदि आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैटर्न देखते हैं तो वे 21 से 30 के बीच हैं इस तरह यह 21 से 30 रेंज में प्रमुख है तो यह समझ में आता है और यदि आप संरचनाओं को देखते हैं तो आप माध्यमिक संरचनाओं को संरचनात्मक वर्ग के साथ साथ प्रोटीन संरचनाओं में संपर्कों की संख्या से संबंधित कर सकते हैं मैं एक उदाहरण दिखाता हूं यह सब अल्फ़ा है यह सब बीटा है सही यदि आप इन आंकड़ों को देखते हैं और मुख्य रूप से लंबी दूरी के संपर्कों की संख्या के आधार पर हैं सही तो किसके पास अधिक संख्या में लंबी दूरी के संपर्क हैं छात्र सभी बीटा सभी बीटा इसकी उम्मीद करते हैं तो आप 13 संपर्कों तक अधिक संख्या देख सकते हैं लेकिन यहां यह बहुत कम है और अधिकांश मामला 0 है किसी भी मामले में हम 0 देख सकते हैं सभी अल्फा प्रोटीन के मामले में कोई लंबी दूरी का संपर्क नहीं है लेकिन यहाँ बहुत कम है उनमें से अधिकांश 6 से अधिक लंबी दूरी के संपर्क हैं जो आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बाय बीटा के लिए क्या उम्मीद करते हैं अल्फा प्लस बीटा यदि आप लेते हैं तो आप इन दोनों के मिश्रित संयोजन को देख सकते हैं एक हिस्सा आपको लंबी दूरी के संपर्कों की कम संख्या का होना चाहिए और दूसरा हिस्सा मे आप लंबी दूरी के संपर्कों की अधिक संख्या देख सकते हैं यदि आप यहाँ देखते हैं तो आप इनको देख सकते हैं यहाँ आपके पास अधिक संख्या में लंबी दूरी के संपर्क हैं यहाँ हमारे पास लंबी दूरी के संपर्कों की संख्या कम है यहां अधिकांश मामले में उनके पास शून्य लंबी दूरी के संपर्क हैं यह ठीक है जिसे आप समझ सकते हैं तो फिर बीटा द्वारा अल्फा आप देख सकते हैं यह सही है आपके पास कुछ उच्च और निम्न उच्च निम्न है जो आप पैटर्न देख सकते हैं तो इन संपर्कों के संदर्भ में आप आसानी से विभिन्न संरचना वर्गों को समझ सकते हैं और वे कैसे इंटरैक्ट करते हैं और वे कैसे पैटर्न बनाते हैं फिर आसानी से आप विभिन्न कार्यात्मक पहलुओं को देख सकते हैं सही यह वह संपर्क है जो वे करेंगे और हम विभिन्न संरचनाओं को कैसे अलग कर सकते हैं और विभिन्न कार्यों को समझ सकते हैं तो अब हमारे पास कांटेक्ट मैप्स का निर्माण करने के लिए कांटेक्ट मैप्स हैं जिन्हें आपको अलग अलग जानकारी की आवश्यकता है छात्र निर्देशांक आपको निर्देशांक की आवश्यकता है और हमें दूरी पर विचार करने की आवश्यकता है साथ ही परमाणु प्रकार के आधार पर परमाणुओं को करें सही हम एक दूरी को ठीक कर सकते हैं और हम देख सकते हैं कि क्या यह संपर्क में है हम एक डॉट डाल सकते हैं और आप देख सकते हैं निर्माण प्राप्त कर सकते हैं कांटेक्ट मैप्स जो की 2 डी स्पेस में 3 डी संरचनाओं का मूल्यह्रास है सही तब हम समझ सकते हैं कि वे विभिन्न संरचनात्मक वर्गों में एक दूसरे के साथ संपर्क को कैसे प्रभावित करते हैं